व्याख्यान 22 कुछ अन्य भौतिक परिघटनाओं में लाप्लास का समीकरण का प्रयोग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए लाप्लास के समीकरण का उपयोग करने जा रहे हैं आइए अब कुछ अन्य स्थितियों को देखें जहां यह समीकरण मान्य है और जो हमें उन स्थितियों के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जोड़ने में भी मदद करता है और हमें उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकता है इस मामले में पहला प्रयास जो मैं करता हूं वह कंटिन्यूटी इक्वेशन है और इन सभी संबंधों को प्राप्त करने के लिए मैं डायवर्जेंस थ्योरम का उपयोग करने जा रहा हूं आइए एक तरल पदार्थ अथवा ऊष्मा अथवा कुछ कणों के बहने की कल्पना करें तो चलिए अलग अलग स्थितियां बनाते हैं यहां पर यह ऊष्मा है जिसे मैं कलर् कर दूंगा या कुछ कण चारों ओर फैल रहे हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है हमें बताएं तोयदि इस प्रवाह को मैं किसी विशेष आयतन के लिए देखता हूं तो यह करंट इससे होकर गुजरती है हम इसे पहले परिभाषित करते हैं तो आइए हम करंट j को अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के द्वारा परिभाषित करते हैं मैं यहां पर क्वांटिटी लिख रहा हूं क्योंकि यह तरल हो सकता है यह कुछ कण हो सकते है यह प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय में कुछ ऊष्मा हो सकती है और यह दिशात्मक होती है तो यह प्लस इसकी दिशा भी है अर्थात jAmount of QuantityAreatimeदिशा इसलिए यह एक निश्चित दिशाओं में बहती है इसलिए कि यदि यह एक आयतन है तो प्रत्येक सतह से आयतन छोड़ने वाली कुल मात्रा jds होगी और यदि मैं पूरी सतह संपूर्ण बंद सतह पर इंटीग्रेट करता हूं तो यह मात्रा आयतन छोड़ने वाली मात्रा के बराबर होने वाली है मैं क्यों यहां पर आयतन छोड़ने वाली मात्रा को बोल रहा हूं ना कि आयतन में प्रवेश करने वाली मात्रा को बोल रहा हूं ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पारंपरिक अर्थों में मात्रा की आयतन से बाहर की ओर प्रवाह का इशारा कर रहा हूं इसलिए यदि jds ऋणत्मक है तो इसका मतलब है कि मात्रा प्रवेश कर रही है और यदि यदि jds धनात्मक है तो इसका अभिप्राय है कि मात्रा आयतन को छोड़ रही है तो j और s यदि एक ही दिशा में हैं तो मात्रा बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है यद्यपि बाहर की ओर प्रवाहित मात्रा प्रति इकाई समय में आयतन के अंदर मात्रा में कमी के बराबर होती है अर्थात jdsआयतन छोड़ने वाली मात्राप्रति इकाई समय में आयतन के अंदर मात्रा में कमी तो आइए हम r दूरी पर एक बहुत छोटे आयतन में डेंसिटी को परिभाषित करें यह एक बहुत छोटा आयतन है जिसे मैं ले रहा हूँ इसलिए इस सतह में इंटीग्रल jds की गणना की जा रही है जोकि बराबर होगा dvके जिसमें माइनस साइन है क्योंकि आयतन में समय के साथ कमी को दर्शाता है डाइवर्जेंस थ्योरम के द्वारा हम jds को आयतन के पदों में∇j dV लिख सकते हैं और यह आयतन में ∂ρ∂t dVके बराबर है और इससे मुझे j∂ρ∂t dV प्राप्त होता है जोकि शून्य के बराबर है अब यह जो छोटा वॉल्यूम है उसे किसी भी अलग आकृति में अथवा अलग आकार में लिया जा सकता है और यह वास्तव में काल्पनिक है जिसका मतलब है कि j∂ρ∂tशून्य के बराबर है और यह वास्तव में द्रव्यमान के संरक्षण अथवा उस मात्रा के संरक्षण से आता है इसे कंटिन्यूटी इक्वेशन के रूप में जाना जाता है jds ∂ρ∂tdV jdV ∂ρ∂t dV j∂ρ∂t0 Refer Slide Time 0532 यदि ⍴ नहीं बदल रहा है अर्थात डेंसिटी नहीं बदल रही है तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी इसमें आ रहा है वह बाहर भी जा रहा है अतः डायवर्जेंस शून्य होना चाहिए जैसा कि हमने डायवर्जेंस को परिभाषित करने के मामले में सीखा है उस स्थिति में करंट का डायवर्जेंस शून्य होगा आइए अब हम इसे दो अलग अलग स्थितियों पर लागू करते हैं और इसके द्वारा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थितियों को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आइए सर्वप्रथम हम किसी एक दिशा में ऊष्मा के प्रवाह पर विचार करते हैं जैसा कि आपने अपनी 12 वीं कक्षा में सीखा है कि प्रति इकाई समय और प्रति इकाई क्षेत्रफल मैं ऊष्मा की मात्रा अर्थात 1AdQdt वास्तव में थर्मल कंडक्टिविटी और T के x के सापेक्ष डिफरेंशियल के गुणनफल के बराबर होती है मैं यहां एक ऋण चिह्न लगाने जा रहा हूं जिसका अभिप्राय है कि ऊष्मा कम तापमान की दिशा में बहती है उपरोक्त उदाहरण में ऊष्मा एक दिशा में प्रवाहित हो रही है जबकि इसको 3 D में सामान्यीकृत करने पर यह हीट करंट j कहलाती है जोकि प्रति यूनिट क्षेत्र तथा प्रति यूनिट समय में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा होती है तथा K ∇ T के बराबर होती है अर्थात 3D में jr kT तो आइए फिर से एक छोटे आयतन पर विचार करें इस आयतन से बाहर की ओर जो भी करंट बह रही है उसके कारण एक ऊष्मा की मात्रा अथवा एक उष्मीय एनर्जी की मात्रा नष्ट हो जाती है इसलिए अगर मैं j ∂ρ∂t के बराबर लागू करता हूं तो प्राप्त होता है j ∂ρ∂t C ∂T∂t अर्थात एक ऋणत्मक चिन्ह क्योंकि तापमान कम हो रहा है और साथ में स्पेसिफिक हीट C के साथ गुणनफल में है ∂T∂t जिसका अभिप्राय है तापमान में समय के साथ परिवर्तन और कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि यह के बराबर होना चाहिए अर्थात C ∂T∂t यह इसलिए हो जाता है k2TC∂T∂t यह निर्धारित करेगा कि कुछ सीमा सीमांत स्थितियों में समय के साथ तापमान कैसे बदलता है 1AdQdt KdTdx 3Djr kT j ∂ρ∂t kT C∂T∂t k2TC∂T∂t तो चलिए अब आप समीकरण K T पर लाप्लास जोकि बराबर है C∂T∂t को व्युत्पन्न करते है इसके लिए आइए हम इस स्स्टेडी स्टेट की स्थिति को देखें इसका मतलब है कि तापमान आपके समय के साथ नहीं बदलता है यह उदाहरण के लिए हो सकता है कि यदि मैं किसी नियत आयतन को लेता हूं और इसकी विभिन्न साइटों पर निश्चित तापमान बनाए रखता हूं जैसे कि यहां एक तापमान है यहां एक और तापमान है यहां तीसरा तापमान है अर्थात विभिन्न साइटों पर अलग अलग तापमान बनाए रखें गए हैं तो फिर स्स्टेडी स्टेट की स्थिति समय के समय के साथ यहां अंदर का तापमान नहीं बदलता है क्योंकि यह स्थिर होता है तो ∂T∂tतथा 2T शून्य के बराबर होगा यह एकस्स्टेडी स्टेट के लिए तापमान का समीकरण है इसकी तुलना 2V0 से करें यह दोनों समान समीकरण है यहां सिर्फ T को V के द्वारा विस्थापित किया गया है किसी सतह पर पोटेंशियल को बनाए रखना का अभिप्राय T को बाउंड्री पर बनाए रखने के समान है इसका मतलब है अगर मैं इसे हल करता हूं तो मुझे इसका हल प्राप्त होता है अगर मैं इसे हल करता हूं तो मुझे इसका इसका हल प्राप्त होता है तो मैं इसे हीट डिफ्यूजन इक्वेशन कह सकता हूँ अब मैं इस व्याख्या को ऐसी जगह जोड़ रहा हूं जिसके बारे में आप को पहले से ही ज्ञात है आपने सीखा है और आपको बताया गया है कि जब लाइटिंग कंडक्टर जो भवन पर लगाए जाते हैं उनकी धार बहुत तेज होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज किनारों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अधिक हो जाता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अधिक हो जाता है तो अधिकांश चार्ज या वायुमंडल कीअधिकांश करंट यहाँ आती हैं या उस बिंदु पर बिजली गिरती है और फिर सीधे जमीन में चली जाती है अब आइए हम यहां इस स्थिति का विश्लेषण करें करंट या हीट T के ग्रेडियंट T के समानुपाती होती है इलेक्ट्रिक फील्ड V के ग्रेडियंट के समानुपाती होता है और इसलिए V और E के बीच जो भी संबंध है वही संबंध T और ऊष्मा प्रवाह के बीच होता है अब यदि E किनारों के पास बहुत बहुत अधिक है और यह किसी अन्य चार्ज से उत्पन्न नहीं हो रहा है इसलिए कोई बाहरी चार्ज नहीं है तो लाप्लास समीकरण यहाँ लागू होना चाहिए यदि कोई स्रोत या सिंक नहीं है तो स्स्टेडी स्टेटअवस्था में ऊष्मा प्रवाह T के ग्रेडियंट के समानुपाती होना चाहिए अब लाइटिंग कंडक्टर के मामले में मुक्त इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्रेडियंट का क्या अभिप्राय है यह किनारों के पास बहुत अधिक होता है इसी तरह किनारों के पास ऊष्मा का प्रवाह बहुत अधिक होना चाहिए क्योंकि यह T केग्रेडियंट के समानुपाती होता है क्या हम सामान्य जीवन में उस स्थिति को देखते और करते हैं अगली बार जब आप एक आइसक्रीम खरीदें या आपके पास आइसक्रीम का एक टुकड़ा हो तो ध्यान दें कि यह किनारों से कैसे पिघलता है यह किनारों से पिघलना शुरू करती है जिससे आपको वहां एक गोल आकृति दिखाई देने लगती है और क्योंकि किनारों पर T सर्वाधिक होता है और इसका मतलब है कि किनारों के पास हीट करंट सबसे बड़ा होता है तो यह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊष्मा प्रवाह अथवा पोटेंशियल और तापमान के बीच संबंध प्रदान करता है इसका एक और उदाहरण मैं डिफ्यूजन से संबंधित लेने जा रहा हूं डिफ्यूजन वह क्रिया है जिसमें यदि आप किसी द्रव में कोई पदार्थ डालते हैं तो वह धीरे धीरे डिफ्यूज होने लगता है अथवा यदि आप ध्यान से देखें तो इवैपरेशन भी एक प्रकार का डिफ्यूजन है यहां पर फ़िक का नियमFick's Law कहता है कि किसी भी बिंदु पर डिफ्यूजन करंट डिफ्यूज हो रहे कणों की डेंसिटी के ग्रेडिएंट के समानुपाती होती है अर्थात j ∝ अथवा यह किसी डिफ्यूजन कॉएफिशिएंट D के साथ डेंसिटी के ग्रेडिएंट के गुणनफल के बराबर होती है और साथ में माइनस साइन भी आता है इसलिए यदि ग्रेडिएंट बड़ा है तो डिफ्यूजन करंटअधिक होगी और यदि ग्रेडिएंट छोटा है या ग्रेडिएंट शून्य है तो कोई डिफ्यूजन नहीं होगा अब कंटिन्यूटी इक्वेशन का उपयोग करने पर प्राप्त होता है j D2 ∂ρ∂t जिसका अभिप्राय कणों में कमी है और स्स्टेडी स्टेट की स्थिति में जहां ग्रेडियंट लगातार स्थिर बनाए रखा जा रहा है ताकि कोई अंतर्वाह या बहिर्वाह नहीं हो रहा है तो 2 शून्य के बराबर होना चाहिए लाप्लास समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है की करंट J D इलेक्ट्रिक फील्ड के समकक्ष है और यहां पर रो पोटेंशियल के समकक्ष है तो फिर से यह वही संबंध प्राप्त होते हैं इसलिए फिर से किनारों से मुझे एक बड़ा डिफ्यूजन देखना चाहिए क्या मैं इसे देखता हूँ अगली बार आप तेज किनारों वाले तले हुए आलू फ्राई या कुछ और लें उदाहरण के लिए आलू के फ्राइज़ में तेज किनारों होते हैं अब यहाँ ये किनारे हैं तलने से क्या होता है तलने से पानी ऊष्मा के द्वारा वाष्पित हो जाता है या पानी बाहर डिफ्यूज हो जाता है इन समीकरणों से मान लीजिए कि हमने एक स्स्टेडी स्टेट मान ली है आप कहां से अधिकतम डिफ्यूजन की उम्मीद करते हैं यह किनारों से होगा क्योंकि यही वह जगह है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड अधिकतम होता है और यही वह जगह है जहां डिफ्यूजन करंट अधिकतम होगी और आपको किनारे तेजी से गोल होते हुए दिखाई देना चाहिए और वास्तव में ऐसा ही होता है तो इस व्याख्यान में हम लाप्लास समीकरण को अन्य ज्ञात स्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अगली बार जब आप देखें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी समान अनुभव हो